आइए अब हम लोच के सिद्धांत की समीक्षा देखें लोच के सिद्धांत और पदार्थ की सामर्थ्य के बीच मूलभूत अंतर क्या है आमतौर पर लोच के सिद्धांत में विस्थापन पर कोई पूर्व मान्यता prior assumption नहीं लगायी जाती है पदार्थ की सामर्थ्य में हमने क्या किया हमने स्थापित किया था कि समतल सेक्शनभार लगाने से पहले और बाद में समतल बने रहे उस तरह की मान्यता के साथ पतले वर्ग के अवयवों लिए हम स्ट्रेस के क्षेत्रों पर आने में सक्षम थे वास्तव में अगर मैं एक गोल डिस्क इस तरह की लेता हूं आप इसे पदार्थ की सामर्थ्य दृष्टिकोण से हल नहीं कर सकते वास्तव में आपको लोच के सिद्धांत पर जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें व्यास के संपीड़न के कारण समतल सेक्शन भार होने से पहले और बाद में समतल नहीं रहते हैं इसलिए आपको अनिवार्य रूप से लोच के सिद्धांत के लिए जाना होगा और लोच के सिद्धांत के कारण सौभाग्य से हमारे लिए एक बंद रूप समीकरण का पता लगाना संभव है इसका मतलब है यदि आप x y निर्दिष्ट करते हैं तो आपको भार उपयोग बिंदुओं को छोड़कर डोमेन के सभी बिंदुओं के लिए इस तरह का मान मिलेगा और आपको लोच के सिद्धांत में आने के बाद भी पहचानना चाहिए कि आप वस्तुओं को वृगीकृत करेंगे जैसे कि एकश संंबंद्ध और गुणक की तरह संयोजित है यह एक साधारण रूप से जुड़ी हुई वस्तु है हालाँकि सामान्य तौर पर आप विस्थापन नहीं लगाते हैं आप अपने समाधान के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विस्थापन पर प्रायोगिक जानकारी का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं वास्तव में यह आयताकार क्रॉस सेक्शन के मरोड़ के मामले में लगाया जाता है मुझे एक वालंटियर की जरूरत है कि वह आकर नमूना ले और फिर उसे मोड़ दे यह आयताकार शाफ्ट है और इसे मोडा जा रहा है आपके पास खिंची लाइनें हैं इसके मुड़ जाने के बाद आप पाते हैं कि ये रेखाएँ वक्री हो गई हैं वास्तव में शाफ्ट के अक्ष में एक प्रक्षेपण है यदि आप इसे z अक्ष के रूप में लेते हैं तो आपके पास यहाँ एक प्रक्षेपण है और यदि आप बहुत करीब से देखते हैं तो ये रेखाएं समान हैं जब z को बदला जाता है तो आप जो हासिल कर रहे हैं वह लपेटना है और आप कहते हैं कि यह लपेटना केवल क्रॉस सेक्शन का फलन है जो भी क्रॉस सेक्शनल समतल है यह z के हर सेक्शन के समान है आप इस प्रश्न को हल करने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करते हैं वास्तव में जब हम मोड III के मामले के लिए स्ट्रेस क्षेत्र के समाधान को देखते हैं तो हम इस विस्थापन के सूत्रीकरण से गुजरेंगे हम इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे और स्ट्रेस क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे और एक बार जब आप बहुसंंबंधितहुए निकायों पर आते हैं तो आपको विस्थापन की विशिष्टता को लेना होगा और बहुसंंबंधित हुए पिंड क्या हैं मान लीजिए कि मैं इस तरह से एक छल्ला लेता हूं उसके बीच में एक छेद है वास्तव में आपने इसे लेम Lamė's problem के प्रश्न के रूप में Lamė's problem हल किया है आपके पास आंतरिक दबाव है और यह एक मोटा सिलेंडर है इसलिए आप पता लगा सकते हैं कि आंतरिक दबाव के कारण विकसित स्ट्रेस क्या हैं वास्तव में यदि आप उस तरीके को देखते हैं जो आपने हल किया है तो आपने गुणांकों में से एक बना दिया होगा जो प्रश्न को शून्य की तरफ जाने के लिए परिभाषित करता है मुख्य रूप से क्योंकि जब मैं एक बार इस पूर्ण चक्र से गुजरता हूं आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पर पाना चाहते हैं विस्थापन समान रहता है यह सुनिश्चित करने के लिए आप स्ट्रेस फ़ंक्शन के गुणांकों में से एक को शून्य बनाते हैं तो जब आप एक इस तरह से बहुसंबंधित वस्तु पर जाते हैं आपको विस्थापन को विशिष्टता में लाना है और आप कैसे पहचानते हैं कि क्या वस्तु एकश संंबंद्ध है या बहुसंयोजित हुए हैं अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिंग है यह बहुसंयोजित है आप सभी स्वीकार करते हैं परीक्षण हेतू आप एक समोच्च ले रहे हैं मान लीजिए मैं एक इस तरह मनमानी समोच्च लेता हूं मैं उसे एक डिस्क की दशा में बिना सीमा लगाए 0 तक सिकोड़ सकता हूं इस मामले में मैं चाहे कोई भी समोच्चएक मनमाने ढंग से लेता हूं मैं बिना सीमा का सामना किए उस समोच्चको हमेशा 0 तक सिकोड़ सकता हूं दूसरी ओर जब मैं इस तरह का छल्ला लेता हूं तो मान लीजिए कि मैं इस तरह एक समोच्च लेता हूं जब मैं इसे शून्य पर सिकोड़ता हूं तो मुझे जरूरी रूप से इस सीमा को पार करना होगा मान लीजिए कि मैंने इसे क्षैतिज रूप से काटा है मेरे पास केवल इस तरह का एक नमूना है यह इस तरह खुला है जैसे C नमूना तो मैं इस तरह एक गोल समोच्च नहीं ले सकता मुझे विभिन्न प्रकार की समोच्च लेनी होगी इसलिए परीक्षणों में से एक है अगर मैं एक मनमानी समोच्च लेने में सक्षम हूं और अगर मैं इसे शून्य तक छोटा करता हूं अगर मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाता हूं तो यह प्रश्न केवल जुड़ी है अन्यथा डोमेन कई गुना जुड़ा हुआ है एक सरल अंगूठे का नियम है अगर मेरे पास इस तरह कट आउट हैं तो मेरे पास इस तरह के कई कट आउट हैं यह एक बहुसंबंधित वस्तु है मेरे पास इस तरह का एक और नमूना है यह एक बहुत ही दिलचस्प नमूना है यह ग्रीक अक्षर थीटा की तरह दिखाई दे रहा है इसलिए इसे थीटा नमूना कहा जाता है और जब आप संपीड़न लगाते हैं तो यहां क्षैतिज जाल पर क्या होता है यह एकअक्षीय स्ट्रेस का अनुभव करता है यह प्रोफेसर डुरेली द्वारा मोइरे moiré के कुछ पहलुओं को सत्यापित करने के लिए विकसित किया गया था और यह एक बहुसंबंधित वस्तु है तो एकश संंबंद्ध वस्तु में आपको लोच के सिद्धांत में विस्थापन की विशिष्टता को लेना होगा आमतौर पर एक सामान्य विस्थापन पर कोई पूर्व धारणा नहीं लगाया जाती है तो यह है कि यहाँ संक्षेप में क्या है शासी अंतर समीकरणों जो सीमा की स्थिति को संतुष्ट करें को हल करके विस्थापन स्ट्रेस क्षेत्र का मूल्यांकन करने का प्रयास है तो मौलिक बदलाव है आप लोच के सिद्धांत में विभेद समीकरणों को हल करते हैं लेकिन यहां तक कि उस समाधान प्रक्रिया को संभालने के लिए नए सरल तरीके विकसित करते हैं आप कभी एक जटिल विभेदक समीकरण को हल करने नहीं जाते हैं आपके पास एक सरलीकृत विधि है हम इस पर एक नजर डालेंगे विस्थापन और स्ट्रेस निर्माण आमतौर पर दो सूत्रीकरण विधियों को लिया है आपके पास विस्थापन सूत्रीकरण हैं इस में आप पहले विस्थापन पाते हैं विस्थापन से आप स्ट्रेन विस्थापन समीकरण द्वारा स्ट्रेन को ञात करते हैं फिर अंत में स्ट्रेन व प्रतिबल की स्थिति को कम करके आप स्ट्रेस दशाएं प्राप्त करते हैं और दूसरा सूत्रीकरण स्ट्रेस सूत्रीकरण है वास्तव में विश्लेषणात्मक विकास के लिए अधिक लोकप्रिय है तो इस में आप पहले स्ट्रेस पाते हैं स्ट्रेस से तुम स्ट्रेन घटकों को पाते हो स्ट्रेन घटकों के लिये आप का स्ट्रेन स्ट्रेस संबंध का उपयोग करें स्ट्रेन से आप विस्थापन का पता लगाते हैं आप विस्थापन स्ट्रेन शर्तों का आह्वान करें यहाँ आपके पास एक पकड़ है अगर आप देखो स्ट्रेन घटक छह हैं विस्थापन घटक तीन हैं इसलिए जब आप स्ट्रेन से विस्थापन का पता लगाना चाहते हैं जब तक आप अनुकूलता की स्थिति में नहीं होंगे विस्थापन सही नहीं होगा इसलिए प्रतिबल निर्माण में आपको हमेशा संगतता स्थितियों को देखना होगा वे समाधान प्रक्रिया के साथ चलती हैं और हम इनमें से प्रत्येक को देखेंगे आपके पास किस तरह की शासी समीकरण हैं हम पहले इसे तीन आयामी परिदृश्य के लिए विकसित करेंगे फिर समतलर प्रश्नों के लिए इसे सरल बनाएंगें इसलिए विस्थापन के मामले में सूत्रीकरण विस्थापन प्रतिबल के साथ प्रतिबल समीकरण के संयोजन द्वारा शासी समीकरण आप प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपको देता है वे एक चक्रीय क्रम में हैं हम उन्हें देखेंगे तो आपके पास u धन 1 बट्टे 1 ऋण 2 न्यु डाउ बट्टे डाउ x का डाउ u बट्टे डाउ x धन डाउ v डाउ y धन डाउ w बट्टे डाउ z धन 1 बट्टे G F प्रत्यय x शून्य के बराबर है इनमें से प्रत्येक निर्देश के लिए आपके पास चक्रीय रूप से बनेंगे u विस्थापन के लिए आपने डाउ बट्टे डाउ x v विस्थापन के लिए आपके पास डाउ बट्टे डाउ y w विस्थापन के लिए होगा आपके पास डाउ बट्टे डाउ z होगा समीकरण का मूल रूप एकसमान है और यहाँ आपके पास F x F y और F z है और डेल बहुत प्रसिद्ध संचालक है जो डाउ वर्ग बट्टे डेल वर्ग इस समीकरण डाउ वर्ग बट्टे डाउ x वर्ग धन डाउ वर्ग डाउ y वर्ग धन डाउ वर्ग बट्टे डाउ z वर्ग के अलावा कुछ भी नहीं है और आपको गणितीय दृष्टिकोण से देखना है मुझे तीनों अज्ञात u v और w का पता लगाना है मेरे तीन समीकरण हैं तो मैं इसे हल करके पहचानने तथा u v और w का समाधान प्राप्त करने की स्थिति में हूं एक बार जब मुझे विस्थापन मिल जाता है तो स्ट्रेन में चले जाते हैं और फिर अंत में प्रतिबल पर चले जाते हैं तो विस्थापन निर्माण की प्रक्रिया काफी सीधी है तो यह वही है जो यहाँ संक्षेपित है विस्थापन गणना से स्ट्रेन और फिरउपयुक्त सेट की क्षेत्र समीकरणों का उपयोग करके प्रतिबल की गणना करना और तुम यहाँ क्या करते हो सीमा की स्थितियों और संतुलन की स्थिति को संतुष्ट करते हुए विस्थापन का मूल्याँकन करें तो स्वमेव रूप से विस्थापन संगतता की गारंटी है वास्तव में बहुत प्रसिद्ध परिमित तत्व कोड जो हमारे पास हैं वह विस्थापन पर आधारित सूत्रीकरण है एक सवाल कि एक साक्षात्कार में पूछा जा सकता है कि क्या आप परिमित तत्व निर्माण में अनुकूलता कहाँ देखते हैं आपको केवल यह कहना होगा कि यह एक विस्थापन आधारित सूत्रीकरण है तो संगतता स्वत संतुष्ट है अब हम आगे बढ़ते हैं अनुकूलता की दशाएं क्या हैं मैने पहले ही बट्टेाया कि आपके पास छह स्ट्रेन घटक हैं जो तीन विस्थापन से संबंधित अवयव हैंं और इस वजह से समस्या क्या है विस्थापन का निर्धारण एक स्वेच्छित स्ट्रेन क्षेत्र से होने से मान्य विस्थापन की तरफ नहीं बढ सकता देखिए समस्या यह है कि आपके पास अज्ञात संख्याओं से अधिक समीकरण हैं यह भी एक समस्या है आपके पास हमेशा समान संख्या में अज्ञात और समान संख्या में समीकरण होने चाहिए प्रत्येक मामले में चाहे समीकरणों की संख्या अधिक हो या समीकरणों की संख्या कम हो आपको एक समस्या है और यहां जो उल्लेख किया गया है वह एकश संंबंद्ध पिंडों में है अगर मैं अनुकूलता की शर्तों को पूरा करता हूं तो मुझे स्ट्रेन क्षेत्र से विस्थापन क्षेत्र प्राप्त करने की गारंटी है अगर मैं अनुकूलता शर्तों को लगाता हूं दूसरी ओर यदि मैं बहुसंयोजित पिंडों पर जाता हूं तो मुझे अभी भी विस्थापन की विशिष्टता को देखना होगा अकेले अनुकूलता की स्थिति पर्याप्त नहीं है मुझे विस्थापन के क्षेत्र की विशिष्टता को भी देखना होगा और यदि आप अनुकूलता की स्थिति को देखते हैं तो समीकरणों के दो सेट का निर्माण किया जा सकता है जिसे आपने पहले नहीं देखा होगा वास्तव में आपके पास कर्तन स्ट्रेन घटकों के पदों में समतल स्ट्रेन घटकों को व्यक्त करते हुए एक सेट हैं तो बाएं हाथ की तरफ आपके पास समतल स्ट्रेन घटक होंगे दाहिने हाथ की तरफ आपके पास कर्तन स्ट्रेन का उपयुक्त संयोजन होगा और आपके पास बाएं हाथ की तरफ कर्तन स्ट्रेस घटक और समतल स्ट्रेन के उपयुक्त संयोजन होंगे हम उन्हें देखेंगे वास्तव में आपने इसे अपनी पिछली कक्षाओं में प्राप्त किया होगा कम्पैटबिलटी की स्थिति और सेट 1 इस तरह दिखता है तथा यह चक्रीय क्रम में भी है बाएं हाथ की ओर आपके पास कर्तन स्ट्रेन है जो सामान्य स्ट्रेन घटकों से संबंधित हैं और तुम्हारे पास स्ट्रेन एप्सिलॉन xy एप्सिलॉन yz और एप्सिलॉन zx है और आपके पास शर्त क्या है 2 गुणा डाउ वर्ग एप्सिलॉन x y बट्टे डाउ x डाउ y बराबर डाउ वर्ग एप्सिलॉन xx बट्टे डाउ y वर्ग धन डाउ वर्ग एप्सिलॉन yy बट्टे डाउ x वर्ग मैं चाहूंगा कि आपके पास ये समीकरण आपके लिखित में हो और यह एक चक्रीय क्रम में है यदि आप एक ऐसी समीकरण लिखते हैं तो उस उदाहरण के बाद आप दूसरे के लिए लिख सकते हैं इसलिए यदि मेरे पास एप्सिलॉन yz है तो मेरे पास एप्सिलॉन yy और एप्सिलॉन zz इस समीकरण में आएंगे और आप इसे z के सापेक्ष में अवकलन करते हैं और फिर यहां y के सापेक्ष में अवकलन करते हैं इसलिए जब मैं एप्सिलॉन zx में जाता हूं तो मेरे पास डाउ वर्ग एप्सिलॉन zz बट्टे डाउ x वर्ग धन डाउ वर्ग एप्सिलॉन xx बट्टे डाउ z वर्ग है ये स्ट्रेन घटकों से संबंधित दशायें हैं क्योंकि प्रत्येक स्ट्रेन घटक केवल उस पर आधारित एक विशेष विस्थापन घटक से संबंधित है विस्थापन क्षेत्र की अनुकूलता पर जोर देने के लिए इन स्ट्रेन घटकों को परस्पर संबंधित होना चाहिए वे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं और दूसरा सेटमेरे पास है बाएं हाथ की ओर समतल स्ट्रेन घटक है दाहिने हाथ की ओर आपके पास कर्तन स्ट्रेन घटकों का एक संयोजन है और मेरे पास यहाँ क्या है मैंने डाउ वर्ग एप्सिलॉन xx बट्टे डाउ y डाउ z बराबर डाउ बट्टे डाउ x of ऋण डाउ एप्सिलॉन y z बट्टे डाउ x धन डाउ एप्सिलॉन z x बट्टे डाउ y धन डाउ एप्सिलॉन x y बट्टे डाउ z किया और यह समीकरण चक्रीय रुप से दोहराया जाता है और आपको यह पहचानना होगा कि यहां जो भी अवकल है वह ऋण चिन्ह से संबंधित किया है अगर मैं डाउ बट्टे डाउ x के सापेक्ष में अवकलन करता हूं तो आपके पास उस पर ऋण चिह्न है दूसरी समीकरण में मैं डाउ बट्टे डाउ y के सापेक्ष में अवकलन करता हूं तो माइनस साइन डाउ बट्टे डाउ y को शामिल करने वाले पद पर आता है इसी तरह की एक चीज आप देख सकते हैं जब आपके पास डाउ z बट्टे डाउ के सापेक्ष में अवकलन होता है तो आपके पास डाउ z बट्टे डाउ से जुड़ा हुआ ऋण चिह्न होता है और घटक कैसे हैं देखिए कि यदि आप एप्सिलॉन xx को देखते हैं तो मेरे पास एप्सिलॉन yz zx और xy है उन्हें दोहराया जाता है yz zx xy दोहराया जाता है स्थिति के आधार पर ऋण चिह्न में परिवर्तन होता है और आप पहले मामले में x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं दूसरे मामले में आप y के सापेक्ष में अवकलन करते हैं और अंत में आप d z के सापेक्ष में अवकलन करते हैं ये बहुत मानक समीकरण हैं अब हम जो देखना चाहते हैं वह यह है हम उन्हें स्ट्रेस घटकों के पदों में देखना चाहते हैं आप स्ट्रेस घटक डालकर हल करना जानिए यह थोड़ी सी शामिल होने की प्रक्रिया है हम फिर भी निर्णायक समीकरण देखेंगें और ये बेल्ट्रामी मिशेल के समीकरण के नाम से प्रसिद्ध है और हम निरीक्षण करेंगे कि समीकरण कैसे दिखते हैं ये समीकरण बहुत लंबे हैं फिर भी लिखने के लिए दर्द उठाइये व लिखिए मैं उन्हें आपके लिए पढ़ूंगा डेल वर्ग सिग्मा xx धन 1 बट्टे 1 धन न्यु डाउ वर्ग बट्टे डाउ x वर्ग 1 यहाँ 1 पहला अचल है यह ऋण न्यु बट्टे 1 ऋण न्यु डाउ F x बट्टे डाउ x धन डाउ F y बट्टे डाउ y धन डाउ F z बट्टे डाउ z ऋण 2 गुणा डाउF x बट्टे डाउ x के बराबर है तो आप यहाँ क्या पाते हैं यह पद सभी समीकरणों के लिए दोहराया जाता है केवल अंतिम पद बदलता है पहला समीकरण यह F x है दूसरा समीकरण यह F y है और तीसरा समीकरण यह F z है और यह सिग्मा xx सिग्मा yy सिग्मा zz के रूप में बदलता है और मध्य समीकरण में सब कुछ समान है पहली समीकरण को छोड़कर डाउ वर्ग बट्टे डाउ x वर्ग है दूसरी समीकरण डाउ वर्ग बट्टे डाउ y वर्ग है और तीसरी समीकरण डाउ वर्ग बट्टे डाउ z वर्ग है और एक और पहलू जिसे आपको देखना है देखें कि आपके पास क्या है जैसा कि F x F y तथा F z पिंड के बल हैं ठोस यांत्रिकी में प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण वर्ग के प्रश्न पर देखें जब पिंड बल या तो स्थिर रहता है या शून्य पर जाता है चाहे यह स्थिर है या शून्य की तरफ जाता है ये समीकरण किस तरह दिखते हैं यदि आप बहुत करीब से देखते हैं तो मान लीजिए कि मैं मामले को लेता हूं जब पिंड बल स्थिर है इनमें से कोई भी अवकलन मौजूद नहीं होता वे सभी शून्य हो जाएंगे तो इन समीकरणों का दाहिना साइड शून्य हो जाएगा यदि आप बाएं हाथ को देखते हैं तो समीकरण पोइसन अनुपात Poisson's ratio का प्रकार्य है आपको इसे ध्यान में रखना होगा तो जब आप पिंड की शक्तियों की अनुपस्थिति में एक तीन आयामी प्रश्न को देख रहे हैं तो पदार्थ का लोच स्थिराँक सामने आता है तो मेरे पास तीन ऐसे समीकरण हैं मेरे पास तीन और ऐसे समीकरण होंगे जिनमें कर्तन प्रतिबल मात्राएँ शामिल हैं वे डेल वर्ग सिग्मा xy धन 1 बट्टे 1 धन न्यु डाउ वर्ग डाउ x डाउ y गुणा 1 बराबर ऋण डाउ F x बट्टे डाउ y धन डाउ F y बट्टे डाउ x हैं और वे चक्रीय रूप से दोहराये गये हैं और इसका उल्लेख स्पष्टता के लिए किया गया है डेल वर्ग कुछ भी नहीं है बल्कि डाउ वर्ग बट्टे डाउ x वर्ग धन डाउ वर्ग बट्टे डाउ y वर्ग धन डाउ वर्ग बट्टे डाउ z वर्ग व 1 पहला अचल है सिग्मा x धन सिग्मा y धन सिग्मा z व F प्रत्यय i प्रति इकाई आयतन में पिंड का बल होता है यहां फिर से जब आप नोटिस कर सकते हैं पिंड का बल स्थिर या शून्य रहता है दाहिने हाथ की तरफ शून्य हो जाती है फिर भी समीकरण में पॉइसन अनुपात रहता है यह 1 बट्टे 1 धन न्यु के रूप में प्रकट होता है इसलिए जब आप तीन आयामों में अनुकूलता की दशा देखते हैं तो भौतिक स्थिरांक भी प्रतिबल क्षेत्र को प्रभावित करता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे आशा है कि आपके पास इन समीकरणों को लिखने के लिए पर्याप्त समय होगा अगर स्ट्रेस अनुकूलता के अवकलन समीकरण ऐसे हल होती है कि वे सीमा को संतुष्ट करते हैं तो छह स्ट्रेस के घटक मिलते हैं आपके पास स्पष्ट रूप से छह अवकलन समीकरण छह अज्ञात के लिए हल करने के लिए हैं तो अब आपके प्रतिबल घटक है प्रतिबल से घटक उपयुक्त क्षेत्र समीकरणों का उपयोग करके स्ट्रेन का फिर विस्थापन पता लगाते हैं देखें हालांकि शासी अवकलन समीकरण तैयार किए गए हैं यदि आप वास्तव में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को देखते हैं तो तीन आयामी प्रश्नों की संख्या जो हल करने योग्य हैं बहुत कम हैं और केवल कुछ ही लोगों ने प्रश्नों को इसकी संपूर्णता में हल किया है यही कारण है कि व्यावहारिक प्रश्नों को हल करने के लिए संख्यात्मक और प्रयोगात्मक तकनीक वास्तव में आवश्यक हैं समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन निर्माण लेकिन हम क्या करेंगे हम समतल लोच के प्रश्न के समाधान पर देखेंगें वास्तव में इस स्लाइड में केवल एनीमेशन देखें आप इसे खींचनें का प्रयास करना नहीं होगा हम इनमें से प्रत्येक विशेष पर मामलों को अलग से समय खर्च करेंगें उस समय यदि आप एनीमेशन खींचें तो ठीक है समतल प्रश्नों को सामान्य तीन आयामी प्रश्नों की अपेक्षा आसानी से हल किया जा सकता है जबकि कुछ सरलीकरण मान्यताओं को इस उपचार में लिया जा सकता है यह आपके जीवन को बहुत अधिक सरल बनाता है वास्तव में विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक प्रश्नों को एक समतल स्ट्रेन या एक समतल प्रतिबल की स्थिति के रूप में लेकर सरल किया जा सकता है और एक समतल पिंड क्या है एक समतल पिंड में एकसमान मोटाई का एक क्षेत्र होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है मोटाई एकसमान होनी चाहिए दो समानांतर समतलों और किसी भी पार्श्व सतह से घिरी हुई हो तो यहाँ पर बल दिया गया है ऊपरी सतह और नीचे की सतह समतल होनी चाहिए उन्हे समानांतर करना होगा इससे किसी भी पार्श्व सतह से जोड़ा जा सकता है इसका आकार कुछ भी हो सकता है पिंड की मोटाई एकसमान होनी चाहिए यह बहुत मोटा या बहुत पतला हो सकता है इन दोनों मामलों को आप एक सरल पद्धति के रूप में पहचान सकते हैं जब मोटाई लंबी हो बहुत उच्च आमतौर पर समतल स्ट्रेन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है दूसरी तरफ अगर मोटाई छोटी है समतल प्रतिबल दृष्टिकोण को लागू किया जाता है यहाँ मुख्य बिंदू यह है कि भारण समतल x y में होना चाहिए अब हम एक एक करके समतल स्ट्रेन एवं साथ ही समतल प्रतिबल को उठाएंगे अब आप आरेख के स्केच खींच सकते हैं यहाँ महत्वपूर्ण बिंदू यह है कि भारण समतल x y में होनी चाहिए और मोटाई लगभग शून्य है आप जानते हैं केवल सुविधा के लिए आप एक परिमित मोटाई दिखाते हैं वास्तव में यह सिर्फ एक समतल है जिस क्षण आप समतल प्रतिबल को लेंगे हर कोई पूछेगा कि समतल प्रतिबल की स्थिति कैसे परिभाषित की है ज्यादातर बार आप प्रतिबल टेंसर के साथ आते हैं और आप प्रतिबल टेंसर को सिग्मा xx टाउ xy टाउ yx सिग्मा yy के रूप में बताते हैं लेकिन यह यहाँ नहीं रुकता जिस पल आप समतल स्ट्रेस और समतलीय प्रश्न कहते हैं उसे देखते हुए लोग सोचते हैं कि समतल में ही प्रश्न से जुड़ी हर चीज मौजूद है यह भी एक मजबूत निष्कर्ष है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जब आप समतल स्ट्रेस को देखते हैं तो प्रतिबल टेंसर केवल xy समतल में होता है मान लीजिए कि आप इसे समतल प्रतिबल की स्थिति के रुप में लेते हैं तो आपके पास सिग्मा xx सिग्मा yy व टाउ x y होगा लेकिन आप स्ट्रेन की मात्रा को देखते हैं यह अब दो आयामी नहीं रहा यह तीन आयामी होगा और स्ट्रेन टेंसर क्या है स्ट्रेन टेंसर इस तरह दिखाई देगा मेरे पास एप्सिलॉन xx एप्सिलॉन xy एप्सिलॉन yx एप्सिलॉन yy तथा ऐसे ही एप्सिलॉन zz है तुम्हें पता है अगर तुम एक स्ट्रेस पट्टी लेते हो और फिर इसे खींचें आप वास्तव में मोटाई में परिवर्तन की पहचान नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रेस का स्तर काफी छोटा है स्ट्रेन बहुत छोटे रहने वाला है दूसरी ओर अगर मेरे पास एक नमूना है जिसमें बहुत अधिक स्थानीय प्रतिबल होने के कारण दरार है आप दरार टिप के पास पाएंगे एक डिंंपल का गठन हो जाएगा यह एक पार्श्व स्ट्रेन के कारण है पार्श्व स्ट्रेन को अनदेखा नहीं किया जा सकता और आपके पास दरार टिप के पास के क्षेत्र में डिंपल का गठन हुआ है वास्तव में मैं आपको एक और चित्र दिखाऊंगा यह एक एल्यूमीनियम नमूने के लिए है आप यहां देख सकते हैं आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मैं इस चित्र को बड़ा करूंगा मेरे पास एक दरार है और आप दरार की नोक के पास एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पाते हैं और यह मॉडल कैसे भारण किया गया है और यह एक डिंपल है यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि आपके पास पार्श्व स्ट्रेन है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब बहुत अधिक प्रतिबल सान्द्रण होता है वास्तव में लोगों ने कास्टिक विधि नामक एक नई प्रयोगात्मक तकनीक विकसित करने के लिए एक भौतिक विशेषता के रूप में इसका उपयोग किया है आप सामान्य रूप से समतल प्रतिबल को जानते हैं आप प्रतिबल टेंसर को देखते हैं और इसे लेकर चलते हैं आप यह भी नहीं देखते हैं कि स्ट्रेन टेंसर कैसा दिखता है यह गलत है आपको स्ट्रेन टेंसर के साथ साथ प्रतिबल टेंसर दोनों को जानना होगा यही नहीं मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप जाकर देखें कि समतल प्रतिबल की स्थिति के मामले में अधिकतम कर्तन प्रतिबल समतल का अभिविन्यास क्या है क्योंकि समतल स्ट्रेस के साथ साथ समतल स्ट्रेन के मामले में अधिकतम कर्तन समतल अभिविन्यास अलग होते हैं जब हम दरार मुख पर प्लास्टिक विरूपण की मॉडलिंग करते हैं तो फिसलन केवल उस समतल द्वारा तय की जाएगी तो आपको यह समझना होगा कि समतल स्ट्रेन और समतल प्रतिबल के मामले में समतलों की फिसलन कैसे हो सकती है इसलिए इन मामलों के लिए मोह्रस के वृत्त Mohr's circle में जाना और देखना सार्थक है अब हम समतल स्ट्रेन पर आगे बढ़ते हैं जिस क्षण आप समतल स्ट्रेन में आते हैं आप सभी जानते हैं कि आपको मोटाई को पर्याप्त लंबा करना है और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मोटाई की दिशा में भारण समान होनी चाहिए यहाँ यह दिशा z के रूप में दिखाया गया है यदि भारण समरुप नहीं है आप समतल स्ट्रेन के रूप में स्थिति आदर्श नहीं कर सकते आम तौर पर आप रोलर बीयरिंग का मामला उठाते हो रोलर बीयरिंग में रोलर्स आप उसे समतल स्ट्रेन के प्रश्न पर विचार करें या यदि आपके पास बांध है बांध को आप सिविल इंजीनियरिंग में किनारों से दूर एक समतल स्ट्रेन की स्थिति के रूप में मानते हैं यह समान रूप से भारित है और यह बहुत लंबा और समतल स्ट्रेन मान्यता मान्य है यहाँ फिर से आपको स्ट्रेस टेंसर को भी देखना चाहिए आपको स्ट्रेन टेंसर के साथ नहीं रुकना चाहिए और यदि आप स्ट्रेस टेंसर को देखते हैं तो वह पूरी तरह से दिखने वाला होगा आपके पास सिग्मा z z भी होगी यह एक समतल में नहीं है यह 3 बाय 3 मैट्रिक्स है और इसका निहितार्थ क्या है एक समतल स्ट्रेन की स्थिति में देखें आप एक टुकड़ा निकालेंगे और आप चाहते हैं कि किनारे सीधे रहें अर्थ एप्साइलन z मान लीजिए कि यह z दिशा के रूप में मेरे पास है एप्सिलॉन z 0 रहता है का अर्थ है कि इन दो सतहों को सीधा रहना चाहिए उन्हें सीधा रखने के लिए आपको z दिशा में स्ट्रेस विकसित करना होगा क्योंकि केवल इस वजह से समतल सीधे रहते हैं वास्तव में हम इसे तब देखेंगे जब हम एक परिमित पिंड दरार प्रश्न के समाधान का विस्तार करना चाहते हों हम उस समाधान से एक अनंत पिंड में कोलिनियर दरार की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे अगर आप एक एकल दरार या दोहरी धार वाली दरार को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम एक समतल को भारित करेंगे और हम तर्क देंगे कि सतहों पर किस तरह की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए इसलिए जब आप समतल स्ट्रेन की स्थिति को देखते हैं तो आपको भौतिक रूप से सिग्मा zz का अर्थ पहचानना और समझना चाहिए तो यहाँ फिर से तुम जाकर देखो कि अधिकतम कर्तन स्ट्रेस का उन्मुखीकरण क्या है आपको इस प्रश्न को त्रि आयामी के रूप में लेना चाहिए इसी तरह समतल स्ट्रेस भी त्रि आयामी के रूप में दिखता है इस अंतरिक्ष में समतल क्या है अभी तुम देखो और अपनी समझ स्पष्ट करो उस समझ से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि समतल स्ट्रेन और समतल स्ट्रेस की स्थिति में जब हम प्लास्टिक की विकृति को देख रहे होते हैं किस तरह की विकृति होती है और आसानी के लिए हम पिंड बल की अनुपस्थिति में समाधान पद्धति देखने जा रहे हैं और हम पहले ही देख चुके हैं कि समतल स्ट्रेस और समतल प्रतिबल के मामले में टेंसर के साथ साथ स्ट्रेन टेंसर का गठन कैसे होता है दोनों मामलों में स्वतंत्र प्रतिबल घटकों की संख्या केवल तीन हैं क्योंकि आप समतल प्रतिबल के मामले में एप्सिलॉन z गणना कर सकते हैं आप समतल स्ट्रेन के मामले में सिग्मा z की भी गणना कर सकते हैं वे अन्य राशियाँ पर निर्भर हैं तो स्वतंत्र मात्रा केवल तीन हैं तो आपको इन तीन अज्ञात को हल करने के लिए लिए तीन समीकरणों की आवश्यकता होती है और ये तीन समीकरण कहाँ से आते हैं आपके पास साम्यावस्था समीकरण हैं वे बहुत प्रसिद्ध हैं और आप ध्यान रखें हम पहले ही कह चुके हैं कि हम पिंड बल पर विचार नहीं करेंगे तो समीकरण डाउ सिग्मा xx वर्ग डाउ x धन डाउ टाउ x y बट्टे डाउ y बराबर 0 के करके कम करता है डाउ टाउ y x बट्टे डाउ x धन डाउ सिग्मा y y बट्टे डाउ y बराबर 0 है और हम सुसंगतता समीकरण पर भी देख सकते हैं पहले से ही कहा कि जब आपके पास प्रतिबल निर्माण हो तो सुसंगतता परिस्थितियाँ आवश्यक हैं और यह दोनों समतल स्ट्रेन और समतल प्रतिबल के लिए इस तरह के फैशन से घटता है पिंड बल के अभाव में यह डेल वर्ग सससग्मा xx धन सिग्मा yy बराबर 0 ऐसा प्रतीत होता है आप जानते हैं कई बार आप इस समीकरण को देखते हैं और इसके साथ लेते हैं आप यह नहीं दर्शाते हैं समीकरण आपको क्या बताता है देखिए मैंने तीन आयामी परिदृश्य को देखते समय इशारा किया था यहां तक कि पिंड बल की अनुपस्थिति में शासी समीकरण में पॉइज़न के अनुपात Poisson's ratio के रूप में एक पदार्थ नियताँक रहता है यदि आप इस मामले को देखते हैं तो शासी समीकरण में कोई पदार्थ स्थिराँक नहीं होती है यह एक बहुत बड़ा लाभ है अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं फोटोइलास्टिक से परिणाम देखकर फ्रैक्चर यांत्रिकी में कई घटनाओं का वर्णन करने जा रहा हूं लोगों ने फोटोइलास्टिक में दरार प्रसार अध्ययन किया है लोगों ने मोड I मोड II और मोड III पर स्थैतिक प्रयोग भी किए हैं जब तक समतल स्ट्रेस या समतल स्ट्रेन का प्रश्न है इलास्टिक कॉन्स्टेंट की भूमिका नहीं होती है इसलिए मैं जो कुछ भी प्लास्टिक में देखता हूं यह वही है जो मैं एक धातु के नमूने में देखूंगा निश्चित रूप से विरूपण अलग होगा हम विरूपण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जब तक आप अपना ध्यान केवल प्रतिबल के लिए से करते हैं तब तक एक ही भार के लिए दोनों में समान स्तर के प्रतिबल होंगे आमतौर पर आप मॉडल को प्रोटोटाइप संबंधों के लिए करते हैं और आप प्लास्टिक मॉडल पर एक छोटा भार लगाते हैं उसकी अपेक्षाा जो वास्तव में प्रोटोटाइप में हो रहा है लेकिन भार के उस मान के लिए विकसित प्रतिबल एक धातु के नमूने में एकसमान हैं तो यह दो आयामी प्रश्नों को हल करने के लिए फोटोइलास्टिक की वैधता का गणितीय औचित्य देता है तो आपको इसे भी इसके भाग के रूप में देखना चाहिए एअरी का स्ट्रेस फंक्शन Airy's stress function तो अब हमें जो करना होगा वह यह है हमें इन समीकरण का समाधान करना होगा और लोगों ने कैसे समाधान किया है आप जानते हैं कि लोग हमारे जीवन को सरल बनाना चाहते थे उन्होंने एक प्रतिबल फलन दृष्टिकोण पर देखा तुम्हें पता है कि यह एअरी द्वारा शुरू किया गया था और इसे एअरी Airys प्रतिबल फलन दृष्टिकोण के नाम से जाना गया हमें तीन समीकरण हल करके समाधान प्राप्त करना है यह करने के बजाय कि प्रश्न कोस्ट्रेस फंक्शन फाइ मानते हुए एक समीकरण में कम किया जा सकता है जो प्रतिबल घटकों से निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है तो आपके पास सिग्मा xx फाइ से फाइ को डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ y वर्ग संबंधित है यह कार्टेशियन फ्रेम के संदर्भ के लिए है हम कार्टेशियन प्रतिबल घटकों को देख रहे हैं सिग्मा yy बराबर डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ x वर्ग एवं टाउ xy बराबर माइनस डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ x डाउ y तो हम जो दिखाने की कोशिश करेंगे वह सिर्फ phi का पता लगाने से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि सिग्मा x स्ट्रेस घटक सिग्मा y स्ट्रेस घटक टाउ xy स्ट्रेस घटक क्या है इसलिए तीन अज्ञात के बजाय हम समीकरणों के सेट का संशोधन केवल एक फ़ंक्शन फाइ जानने के लिए करेंगे जिस क्षण फाइ ज्ञात होता है प्रश्न हल हो जाता है एक बार जब मुझे प्रतिबल मिल जाता है तो स्ट्रेस में चले जाते हैं फिर विस्थापन पर जाते हैं और समीकरण इस तरह दिए गए हैं सिग्मा xx बराबर डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ y वर्ग सिग्मा yy बराबर डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ x वर्ग टाउ xy बराबर माइनस डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ x डाउ y हम पहले अनुकूलता की दशा को डेल वर्ग सिग्मा x धन सिग्मा y रूप में ही देख चुके हैं अगर हम सिग्मा x एवं सिग्मा y की परिभाषा को प्रतिस्थापित करें तो यह समीकरण कैसे बदलता है समीकरण डेल वर्ग का डेल वर्ग फाइ बराबर 0 में बदलता है यह डेल घात 4 फाइ बराबर 0 में घटता है और एक विस्तारित प्रारुप में है यह इस समीकरण के सिवा कुछ भी नहीं है डाउ घात 4 फाइ बट्टे डाउ x घात 4 धन 2 डाउ घात 4 फाइ बट्टे डाउ x वर्ग डाउ y वर्ग धन डाउ घात 4 फाइ बट्टे डाउ y घात 4 से 0 के बराबर है इसलिए हमने समतल लोच प्रश्न के लिए जो कुछ भी हासिल किया है वह है जो प्रश्न को सीमा की स्थितियों को संतुष्ट करने के लिए एक फ़ंक्शन फाइ को खोजने तक छोटा कर देता है हमें जाकर देखना है क्या हम इस तरह की प्रश्न को हल करते हैं देखें कि हमने पदार्थों की सामर्थ्य में कहा है आप विस्थापन क्षेत्र को मान लेते हैं और इसे पतले अवयवों के वर्ग के लिए हल करते हैं लोच के सिद्धांत में हमने कहा कि हम विस्थापन को नहीं मानते हैं हम अवकल समीकरणों को हल करने के हिस्से के रूप में मूल्याँकन करते हैं तब हम कुछ मामलों में योग्य होते हैं हमें विस्थापन की विशिष्टता को देखना होगा तो बहुसंंबंधितहुए निकायों को संभालना मुश्किल है फिर हमने कहा कि हम प्रयोगों को देखेंगे और देखेंगे कि विस्थापन किस तरह से है हमने वो सब कहा अंत में इसे हम गणितीय अभ्यास के रूप में नहीं देख रहे हैं आदर्श रूप से मुझे इस समीकरण और सीमा की स्थितियों को संतुष्ट करते हुए फाइ को प्राप्त करना है और प्रश्न का समाधान करना है अर्ध व्युत्क्रम विधि इसलिए मुझे इस प्रश्न की सीमा निर्दिष्ट करके परिभाषित करना होगा और उससे फाइ का मूल्याँकन करना है लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हम उसका पालन करेंगे जिसे अर्ध व्युत्क्रम विधि के रूप में जाना जाता है तो आप व्युत्क्रम विधि में क्या करते हैं हम द्विहार्मोनिक समीकरण को हल नहीं करेंगे और फाइ प्राप्त करते हैं लेकिन फाइ के उस रूप की जाँच की करते हैं जो द्विहार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम इसे एक उल्टे फैशन में करते हैं आदर्श रूप से मुझे क्या करना चाहिए किसी प्रश्न के लिए सीमा की स्थिति निर्दिष्ट करें और आप शासी अवकलन समीकरण को जानते हैं शासी अवकलन समीकरण को हल करें और फाइ प्राप्त करें हम ऐसा नहीं करते हैं हम देखते हैं कि फाइ के कौन से रूप अनुमेय हैं जो वे द्वि हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं या तो फलनों की व्यक्तिगत रूप से या रैखिक संयोजनों में जांच यह देखने के लिए की जाती है कि यह भौतिक रूप से किस प्रश्न का प्रस्तुतीकरण करता है तो आप वास्तव में एक व्युत्क्रम दृष्टिकोण अपना रहे हैं आप आमुख प्रश्न का समाधान नहीं कर रहे हैं आप वास्तव में क्या कर रहे हैं यह द्वि हार्मोनिक समीकरण है हम देखेंगे कि द्वि हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करने के लिए फाइ के कौन से फलन मान्य हैं तब हम देखते हैं कि यह प्रतिबल फलन किस भौतिक प्रश्न का प्रस्तुतीकरण करता है इसलिए वास्तव में 1930 के दशक मे अनुसंधान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए फाइ का निर्धारण करने पर फोकस था जब फाइ निर्धारित हो जाता है तो बाकी सब कुछ मिल जाता है चूँकि एक बार फाइ ज्ञात हो जाता है सिग्मा xको डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ y वर्ग के रुप में दिया गया है और इसी तरह के रूप में दिया जाता है तो चुनौती यह पता लगाने में है कि फाइ क्या है कार्टेशियन को ऑर्डिनेट्स में स्ट्रेस फलन का रूप जैसा कि मैंने उल्लेख किया है वास्तव में हम अलग अलग कोऑर्डिनेट प्रणाली में फाइ के रूपों को देखते हैं अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं हम धुवीय निर्देशांक में फाइ के रूपों को भी देखेंगे और फाइ एक बहुपद फलन होगा यही सोचने के लिए आसान कारण है आप बहुपद के विभिन्न क्रम ले सकते हैं जो कि द्वि हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करता है और जांचें कि यह कौन सा भौतिक प्रश्न हल करती है आप फाइ को फूरियर श्रृंखला के पदों में भी प्रस्तुतीकरण कर सकते हैं वास्तव में देखें जब आप प्रथम स्तर का पाठ्यक्रम सीख रहे होते हैं तो आप यह समझने के लिए नमन घूर्ण आरेख और कर्तन बल आरेख सीखते हैं कि नमन घूर्ण बीम की लंबाई के साथ कैसे बदलता है आप सामान्य रूप से संकेन्द्रित भार लेते हैं क्योंकि उन्हे स्पष्ट करना आसान है कि एक नमन घूर्ण को कैसे खींचा जा सकता है जब आप लोच के सिद्धांत पर आते हैं तो वितरित भारण को संभालना हमेशा सुविधाजनक होता है संकेन्द्रित भार को संभालना मुश्किल है इसलिए जब मेरे पास एक संकेन्द्रित भार होता है तो मुझे एक संकेन्द्रित भार प्राप्त करने के लिए फूरियर श्रृंखला और कई हार्मोनिक्स का उपयोग करना होगा तो आप बहुत अधिक जटिल फैशन में एकसमान वितरित भारण बीम की तुलना में फूरियर श्रृंखला का उपयोग करके नमन के तीन बिंदुओं का समाधान पाएंगे आप इसे दूसरे तरीके से सीखते हैं जब आप नमन घूर्ण सीख रहे होते हैं और आप विश्लेषणात्मक फंक्शन्स के आधार पर फाइ का पता लगा सकते हैं वास्तव में फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक पाठ्यक्रम में हम प्रतिबल फंक्शन्स को परिभाषित करने के लिए विश्लेषणात्मक फंक्शन्स को दावेदार के रूप में देखेंगे जिस क्षण मैं एक सोने की खान पर प्रहार करता हूं किसी प्रश्न के लिए प्रतिबल फलन क्या होता है अन्य सभी चरण पूरी तरह से ज्ञात हैं तो चुनौती यह पता लगाने में है कि किसी दी गई भौतिक प्रश्न के लिए फाइ क्या है और यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं है और अगर आप देखें तो क्या फाइ को खोजने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रियाएं हैं इसका उत्तर केवल नहीं है कोई इसे अंदाज से या परीक्षण और त्रुटि से प्राप्त कर सकता है तो पूरा विश्लेषणात्मक विकास इस पर टिका है कि प्रतिबल फ़ंक्शन क्या है यदि आप किसी प्रश्न के लिए एक प्रतिबल फ़ंक्शन का पता लगाने में सक्षम हैं तो प्रश्न पूरी तरह से हल हो गया है और यही कारण है कि लोगों ने सीमा की शर्तों को आराम से निर्दिष्ट करने के लिए अलग अलग निर्देशाँक प्रणाली भी विकसित की इसलिए हम जो देखेंगे वह हम यह करेंगे कि एक साधारण प्रश्न उठाएं हम केवल प्रक्रिया शुरू करेंगें और इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगें इसलिए जो मैं यहां पर एक समान रूप से वितरित भार के तहत बीम दिखा रहा हूं और यही प्रश्न आमतौर पर लोच के सिद्धांत के एक पाठ्यक्रम में हल किया जाता है हम सिर्फ मुख्य बिन्दूओं को देखेंगे हम संपूर्ण समाधान प्रक्रिया के अंदर नहीं जाएंगे तथा हम देखेंगे कि कर्तन बल के साथ साथ नमन घूर्ण उतार चढाव क्या है यहां दिखाया गया है कि सकारात्मक चरण में उपयोग किए जाने वाले संकेत परिपाटी क्या है सकारात्मक कर्तन सकारात्मक है इसी तरह एक सकारात्मक चरण पर एंटीक्लॉकवाइज नमन घूर्ण सकारात्मक होता है और इस तरह की प्रश्न के लिए आपके पास इस तरह कर्तन बल की भिन्नता होगी इस तरह नमन घूर्ण की भिन्नता देखें कि मैं पहले ही बट् चुका हूं कि क्या फ्लेक्सचर फॉर्मूला इस मामले के लिए वैध है यह सवाल आपने तब नहीं पूछा होगा जब आपने पदार्थ की सामर्थ्य में एक कोर्स किया होगा आपने केवल यह सीखा है कि एक समान नमन घूर्ण के तहत बीम एवं कैंटीलीवर बीम ओवरहैंगिग बीम साधारण समर्थित बीम cantilever beam simply supported beam and over hang beam के लिए फ्लेक्सचर फॉर्मूला लागू किया है तो आपके द्वारा कई प्रश्न किए गयेे आपने बारीकियों पर कभी गौर नहीं किया अंतिम कक्षा में मैंने दिखाया था जब मेरे पास स्थिर कर्तन बल होता है तो समतल सेक्शन बल होने से पहले और बाद में समतल नहीं रहते हैं वास्तव में यह एक भिन्नता है सौभाग्य से यह नमन में हस्तक्षेप नहीं करता है इसलिए सामान्य क्रॉस सेक्शन बीम के लिए नमन और कर्तन को अयुग्मित किया गया था जब तक कि आप गहरे बीम को न देखें तो जब आप कर्तन बल स्थिर रहता है तब फ्लेक्सचर फॉर्मूला को बढ़ाना न्यायोचित हैं और आप यहाँ क्या देखते हैं कर्तन बल स्थिर नहीं है इसलिए नमन प्रतिबल की जो भी आप गणना पदार्थो की सामर्थ्य से करते हैं वह सटीक नहीं होगी गणितीय दृष्टिकोण से समाधान सटीक नहीं होगा कि आपको इसका अनुमान लगाना है देखें कि आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने पहले ही इस प्रश्न को पदार्थ की सामर्थ्य में हल कर लिया है मुझे लोच के सिद्धांत में इसे क्यों हल करना चाहिए हम इसे लोच के सिद्धांत द्वारा हल करेंगे और यह पता लगाएंगे कि आपको कौन से सुधार मिले और आप व्यावहारिक स्थिति के लिए ये सुधार बहुत छोटे हैं मैं अभी भी पदार्थ की सामर्थ्य के समाधान के साथ रह सकता हूं यह अलग है ठीक है और इंजीनियर ऐसे काम करते हैं इंजीनियर हमेशा एक प्रश्न को हल करते हैं और सुधार कारक लगाते हैं वास्तव में हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे क्योंकि फ्रैक्चर यांत्रिकी सीखते समय आपको अपने मूल सिद्धांतों को भी स्पष्ट रहना चाहिए और यही कारण है कि मैं बारीकियों को बाहर लाने के लिए पदार्थ की सामर्थ्य की समीक्षा के साथ साथ लोच के सिद्धांत पर कुछ समय बिता रहा हूं इसके पीछे का विचार यही है इसलिए इस कक्षा में हमने लोच के सिद्धांत की मूल बातों पर ध्यान दिया है मैंने कहा है कि आप समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विस्थापन की गणना करते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से आप अवकलन समीकरणों को हल करने का प्रयास करते हैं उस मामले में भी हमने प्रश्नों को अलग अलग कक्षा से जोड़ा है जिसमें एकश संंबंद्धपिंड और बहुसंबंधित पिंड हैं एकश संंबंद्ध हुए पिंड में अनुकूलता की स्थितियां वास्तव में स्ट्रेस निर्माण का उपयोग करते हुए अंतिम समाधान प्राप्त करने की गारंटी देती हैं संयोजित हुए निकायों में आपको विस्थापन की विशिष्टता में लाना होगा जब तक कि समाधान पूरा न हो फिर हम यह देखने के लिए आगे बढ़े कि एअरी स्ट्रेस फलन दृष्टिकोण क्या है हमने कहा कि यह एक व्युत्क्रम दृष्टिकोण है सीमा शर्तों के दिए गए प्रश्न में phi का पता लगाने के सिवाय हम वास्तव में phi के लिए उम्मीदवारों को देखते हैं जो द्वि हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं फिर अर्हता प्राप्त करते हैं जो भौतिक प्रश्न इस फाइ का प्रस्तुतीकरण करती है तो इस अर्थ में यह एक अर्ध व्युत्क्रम विधि है एक बार जब आप किसी प्रश्न के लिए फाइ प्राप्त कर लेते हैं तो प्रश्न के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाता है क्योंकि वह इस अर्ध व्युत्क्रम विधि के विकास में सन्निहित है धन्यवाद